पिछले कई वर्षों में बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपदा अधिकारों के विकास में बहुत अधिक उन्नति हुई है इसका कुछ कारण यह है कि आज हम ऐसी दुनिया से संबंधित हैं जहां एक देश में वस्तुओं का उत्पादन करना और दूसरे देश में बेचना बहुत आसान हो गया है यहां सिर्फ निर्माण और बिक्री की बात ही नहीं बल्कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां एक देश में वस्तुओं की कल्पना की जाती है दूसरे देश में उसका निर्माण किया जाता है और पूरी दुनिया में उसे बेचा जाता है इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आईफोन है यदि आप आईफोन के पीछे जो लिखा हुआ है उसे देखें तो आप पाएंगे कि यह वाक्यांश कैलिफोर्निया में एप्पल द्वारा डिजाइन किया गया है चीन में असेंबल किया गया है और यही बात एप्पल के सभी उत्पादों के लिए कॉमन है आप देखेंगे कि यह बौद्धिक संपदा अधिकार की ऐसी व्यवस्था है जो एक एप्पल जैसी कंपनी को इस प्रकार किसी एक देश में अपने उत्पाद को डिजाइन करने का और किसी दूसरे देश में असेंबल करने का और पूरी दुनिया में उसे बेचने का अधिकार देती है कि बिक्री की रॉयल्टी या पैसा वापस यूनाइटेड स्टेट में एप्पल के पास आ जाता है यह सब बौद्धिक संपदा अधिकारों की व्यवस्था के कारण संभव हुआ है यह व्यवस्था जिसमें एप्पल कोई वस्तु बनाता है जैसे कि आईफोन का डिजाइन और इंजीनियरिंग यह व्यवस्था एप्पल के बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा इस प्रकार करता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था इसकी अधिकारों को विभिन्न देशों में मान्यता देती है इसलिए एप्पल अमेरिका में अपना उत्पाद डिजाइन करने चीन में असेंबल करने भारत और पूरी दुनिया में बेचने में समर्थ है इस प्रकार बौद्धिक संपदा का अभूतपूर्व विकास अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यवस्था के कारण होता है जब हम बौद्धिक संपदा और अंतरराष्ट्रीय कानून देखते हैं तो हम पेटेंटट्रेडमार्क और कॉपीराइट भी देख सकते हैं यह बौद्धिक संपदा कानून की 3 मुख्य शाखाएं हैं इसके अलावा इसकी और भी शाखाएं हैं परंतु इन अधिकारों के इतिहास विकास और अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति को समझने के लिए यह पर्याप्त है कि हम पेटेंट ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को देखें इस प्रकार पेटेंट व्यवस्था दो बड़े वर्गों में विभक्त हो सकती है एक राष्ट्रीय व्यवस्था और दूसरी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था राष्ट्रीय व्यवस्था 1 घरेलू पेटेंट व्यवस्था है अमेरिकाजापान और चीन में यूरोपियन पेटेंट कन्वेंशन है जिसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं भारत और कई देशों में अपनी राष्ट्रीय व्यवस्था है पेटेंट राष्ट्रीय व्यवस्था द्वारा दिए जाते हैं और राष्ट्रीय व्यवस्था की सीमाओं के अंदर इनकी रक्षा की जाती है इसलिए एक पेटेंट जो आपको भारत में मिला है वही पेटेंट यूनाइटेड स्टेट में लागू और संरक्षित नहीं हो सकता जापान में दिया गया पेटेंट चीन में लागू और संरक्षित नहीं हो सकता चीन का पेटेंट चीन की सीमाओं के बाहर किसी भी स्थान पर लागू नहीं हो सकता इस प्रकार पेटेंट व्यवस्था मुख्य रूप से राष्ट्रीय व्यवस्था है परंतु यहां कुछ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था भी है अभी हमारे पास अंतरराष्ट्रीय पेटेंट जैसी कोई धारणा नहीं है हालांकि लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं परंतु आज हमारे पास घरेलू पेटेंट ऑफिस द्वारा लोकल अधिकार प्रदान किए जाते हैं डोमेस्टिक और नेशनल पेटेंट ऑफिस द्वारा भी कुछ अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस प्रकार की जा रही है कि अधिकारों को एक देश से दूसरे देश में ले जाया जा सके अब पेटेंट व्यवस्था के मामले में अंतरराष्ट्रीय सुविधा सिर्फ यहां तक है कि आवेदनकर्ता मल्टीपल एप्लीकेशन अलग अलग देशों में फाइल कर सकें परंतु कॉपीराइट के मामले में हमारे पास ज्यादा विकसित अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है जहां कॉपीराइट एक देश में किया जाता है और उसका सरंक्षण पूरी दुनिया में होता है अब जब आप अपना माइक्रोसॉफ्ट PC चलाते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट ट्रेडमार्क और एक सूचना देखते हैं कि यह कॉपीराइट तथा अन्य कानूनों द्वारा पूरी दुनिया में संरक्षित है यही कॉपीराइट व्यवस्था की शक्ति है कि आप एक देश में कोई चीज बना सकते हैं और कई देशों में इसे लागू और संरक्षित कर सकते हैं क्योंकि इतिहास के साथ साथ कई मकैनिज्मभी विकसित हुए हैं अब हम पेटेंट व्यवस्था की बात करते हैं राष्ट्रीय व्यवस्था जिसका मतलब राष्ट्रीय पैटर्न ऑफिस है पेटेंट प्रदान करता है और एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है जिसमें संधि होती है जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार सम्बंधित मुद्दों पर समझौता होता है जिसे हम ट्रिप एग्रीमेंट कहते हैं यह देशों को बताता है कि सरंक्षण के क्या मापदंड उनके पास होनी चाहिए समय अवधि कितनी होनी चाहिए और पेटेंट लागू करने आदि के तरीके का क्या मापदंड होना चाहिए इस प्रकार जब आपके पास एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता हैं और ऐसे कई देश हैं जिन्होंने उस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं तो एक देश का नुकसान दूसरे देश के नुकसान के समान ही प्रतीत होता है इन संधियों के अलावा हमारे पास स्वतंत्र व्यापार समझौते भी हैं जिनके द्वारा देश स्वतंत्र व्यापार समझौते या द्विपक्षीय निवेश संधि कर सकते हैं यह द्विपक्षीय व्यवस्था देशों या देशों के समूह के बीच हो सकती है अब यह बौद्धिक संपदा अधिकार की पहचान एक देश से दूसरे देश में करवाती हैं इस प्रकार आपके पास कुछ soft law भी होते हैं Soft law एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था होती है जहां कुछ चीजें संधि की भांति स्वीकार करनी पड़ती हैं यह एक देशों के लिए एक गाइड लाइन होती है जिसे उन्हें मानना होता है यदि देशों के बीच में एक मत हो तो यह संधि का रूप ले लेती है उदाहरण के लिए भारत का पेटेंट सिस्टम में पेटेंट ऑफिस होता है जिसे हम आईपीओ कहते हैं और पेटेंट ऑफिस में की गई अपील ट्रिब्यूनल तक जाती है हमारे पास Intellectual Property Appellate Board है यदि किसी व्यक्ति को दिए हुए पेटेंट का उल्लंघन होता है तो वह कोर्ट जा सकता है भारत में हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं इस प्रकार यह राष्ट्रीय पेटेंट व्यवस्था होती है आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस है जो पेटेंट प्रदान करता है यदि इस पर कोई अपील होती है तो यह आईपीएबी जाती है जो एक ट्रिब्यूनल है यदि दिए हुए पेटेंट पर कोर्ट के सामने सवाल उठता है या उल्लंघन होता है अर्थात इसे लागू करने से संबंधित कोई कार्रवाई होती है तो यह हाईकोर्ट जाता है और अंततः हाई कोर्ट से यह अपील सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है अंतरराष्ट्रीय पेटेंट व्यवस्था दो भागों में बांटी जा सकती है एक को मौलिक व्यवस्था क्हते हैं मौलिक व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय कानून में मौलिक प्रावधानों को बदलने का का प्रयास है जबकि क्रियात्मक पहलू में कुछ संधियां हैं जिनका केवल पेटेंट के कानून पर क्रियात्मक प्रभाव है समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण विभाजन है क्योंकि पेटेंट कानून में मूल प्रावधान होता है उदाहरण के लिए पेटेंट का होना एक मूल प्रावधान है और इसमें प्रक्रियात्मक पहलू भी हैं अब कौन पेटेंट के लिए आवेदन कर सकता है आवेदक के लिए क्या मानदंड होना चाहिए कितनी फीस देनी चाहिए और क्या प्रशासकीय तरीके हैं जिनके द्वारा आप पेटेंट ऑफिस में दखल दे सकते हैं यह सभी पेटेंट व्यवस्था के प्रक्रिया संबंधी पहलू हैं पेरिस कन्वेंशन सबसे महत्वपूर्ण समझौता है पेरिस कन्वेंशन ने पेटेंट व्यवस्था में कुछ विशेष बदलाव लाए इसके पश्चात डब्ल्यूटीओ है जिसे हम संधि कहते हैं इस प्रक्रिया में एक सहमति है जिसे पैटर्न कॉर्पोरेशन संधि कहा जाता है यह आवेदकों को एक देश से दूसरे देश में आवेदन करने की अनुमति देती है इसके अलावा हमारे पास पेटेंट कानून संधि भी है जिसने कुछ बदलाव लाने की कोशिश की परंतु इसे सब स्थानों पर स्वीकार नहीं किया गया इसलिए पेरिस कन्वेंशन ने पेटेंट के लिए कोई न्यूनतम मापदंड नहीं रखा इसके पास लागू करने की और सदस्यों के बीच विवादों को सुलझाने की कोई व्यवस्था नहीं थी परंतु पेरिस कन्वेंशन ने पेटेंट व्यवस्था में तालमेल बैठाने की आवश्यकता प्रकट की इसलिए जब ट्रिप्स समझौता में यह तीन मापदंड विकसित हुए आपके पास इसे लागू करने का भी तरीका है कि यदि कोई पेटेंट का उल्लंघन करता है तो किस प्रकार पेटेंट के आवेदक पेटेंट ऑफिस में अपने रोष की अपील दाखिल कर सकते हैं इसी प्रकार कॉपीराइट व्यवस्था के दो हिस्से हैंएक राष्ट्रीय क्रम विकास और दूसरा अंतरराष्ट्रीय क्रम विकास राष्ट्रीय क्रम विकास कॉपीराइट की सीमाओं से संबंधित है पेटेंट की भांति कॉपीराइट की भी किसी विशेष देश की सीमाओं के अंदर ही लागू हो सकता था जबकि अंतरराष्ट्रीय हिस्सा देशों के बीच व्यवस्था जैसे द्विपक्षीय व्यवस्था से संबंधित था विपक्षी व्यवस्था में सामान्यतः पारस्परिकता का प्रावधान था इसका मतलब यदि एक देश दूसरे देश के कॉपीराइट कार्यों का सम्मान करेगा तो दूसरा देश जो लाभार्थी है वह भी दूसरे देश को समान संरक्षण प्रदान करेगा इस प्रकार यह पारस्परिकता के सिद्धांत पर काम करता था कॉपीराइट व्यवस्था की अपनी परंपरा है सबसे पहले बर्न संधियां हैं अब इन सभी व्यवस्थाओं और कन्वेंशन ने क्या किया ये राष्ट्रीय संधि का सिद्धांत लेकर आई यह सर्वप्रिय राष्ट्रीय संधि का सिद्धांत भी लेकर आई अब अंतरराष्ट्रीय कानून में यह दो सिद्धांत हैं जो कहते हैं कि जो सरंक्षण आप अपने नागरिकों को देते हैं वही आपको विदेशियों को भी देने चाहिए जब विदेशी आपके क्षेत्र में हैं तो उन्हें बराबर समझना चाहिए सर्वप्रिय राष्ट्रीय संधि भी बराबरी के सिद्धांत पर काम करती है जिसमें यदि आप किसी एक देश को कोई खास छूट या व्यवहार करते हो तो तुम्हें अन्य सभी देशों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए इस प्रकार यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समानता है जबकि राष्ट्रीय व्यवहार आपके देश के अंदर समानता है कॉर्पोरेट व्यवस्था उन कार्यों की बात करती है जो कॉपीराइट की विषय वस्तु हो सकती है संधियाँ काॅपीराइट की अवधि भी तय करती हैं अवधि अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ती रहती है और लगातार विकसित होती रहती है यह कहा गया है कि कॉपीराइट लागू करने के लिए पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है TRIPS व्यवस्था ने महत्वपूर्ण रूप से कॉपीराइट कानून में विचार अभिव्यक्ति विरोधाभास को ला दिया है इसका मतलब है कि कॉपीराइट केवल विचार को सुरक्षित नहीं करेगा यह सिर्फ विचारों की अभिव्यक्ति को सरंक्षण प्रदान करेगा इस प्रकार यदि कॉपीराइट व्यवस्था विचारों को संरक्षण प्रदान करती थी तो सभी अपराध कथाएं जिसमें एक जासूस किसी अपराध की गुत्थी सुलझाता है वह तकनीकी रूप से उसी विचार द्वारा कवर की गई श्रेणी में आता था जबकि यदि सिर्फ अभिव्यक्ति को ही संरक्षण मिलता तो विभिन्न लेखक उसी विषय के साथ आते यह विभिन्न लेखकों को अलग अलग कार्यों के साथ आने की अनुमति देता है इस प्रकार आप देखते हैं कि यह व्यवस्था ना तो अकेली अभिव्यक्ति को संरक्षण देती है और ना अकेले विचारों को ट्रेडमार्क की भी अलग अलग अंतरराष्ट्रीय परंपराएं हैं हमारे पास पेरिस कन्वेंशन है जो पेटेंट के लिए भी कॉमन है और हमारे पास मेड्रिड भी हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रेडमार्क्स व्यवस्था ने तालमेल स्थापित किया क्योंकि किसी और वस्तु की बजाए ब्रांड्स लगातार एक देश से दूसरे देश में यात्रा करते हैं mercedes benz के एक कंपनी या व्यवसाय के तौर पर भारत में कदम रखने से पहले इनकी उत्पाद और सेवाएं यहां आ गई थी अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध ब्रांच के लिए तालमेल पहली शर्त होती है यह संधियां अवधि पर निर्धारित होती हैं कि ट्रेडमार्क की क्या अवधि होनी चाहिए कॉपीराइट और पेटेंट की एक सीमित अवधि होती है जबकि ट्रेडमार्क की अवधि का नवीनीकरण किया जा सकता है इस प्रकार हर अवधि के अंत में आप अपने ट्रेडमार्क का नवीनीकरण करवा सकते हैं और इसे जीवित रख सकते हैं उदाहरण के तौर पर कोका कोला ऐसा ट्रेडमार्क है जिसे 100 साल तक जीवित रखा गया आपके पास राष्ट्रीय उपचार और MFN उपचार है ताकि विदेशी नागरिक के साथ देश के अंदर भेदभाव ना हो और अलग अलग देश एक दूसरे के साथ भेदभाव ना करें जब आप कॉपीराइट व्यवस्था या पेटेंट व्यवस्था की तुलना करते हैं यह दोनों व्यवस्थाएं आपको अनिवार्य लाइसेंस जारी करने की अनुमति देती हैं यदि अधिकारधारक अपने कार्य या खोज को किसी दूसरे व्यक्ति को देने से इंकार करता है तो कॉपीराइट व्यवस्था और पेटेंट व्यवस्था दोनों आपको एक अनिवार्य लाइसेंस लेने अनुमति देती है जो सरकार द्वारा दिया जाता है ट्रेडमार्क व्यवस्था में ऐसा कोई अनिवार्य लाइसेंस प्रणाली नहीं है इसका मतलब यदि किसी और के पास भी वही निशान है तो वह पूरी तरह से उसकी अपनी संपत्ति है आपको इस निशान को प्रयोग करने का अधिकार नहीं मिलता